क्वाडरेचर मिरर फिल्टर्स का परिचय शुभ प्रभात हम व्याख्यान 22 शुरू करते हैं हम अंतिम व्याख्यान से लेते हैं जहां हमने 2 माइनस चैनल फिल्टर बैंक एलियास फ्री फिल्टर बैंक के बारे में बात की थी और आज हम चर्चा पर बने रहेंगे मैं कुछ पहलुओं को कवर करना चाहूंगा कि हम ऐमप्लितुड डिस्टॉरशन को कैसे समाप्त करते हैं हम फेज डिस्टॉरशन को कैसे समाप्त करेंगे हम यह भी देखेंगे कि ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ कौन पहले आया था लोगों ने वास्तव में डिस्टॉरशन के सभी 3 फॉर्म्स को हटाने की इस समस्या को कैसे हल किया जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में उल्लेख किया है जो टूल्स हमने अब तक कवर की गई सामग्री में विकसित किए हैं उनमें से एक पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन है हम बस यह जानना चाहते हैं कि क्या पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन हमें टूल्स या समाधान में कोई अंतर्दृष्टि देने जा रहा है जो अंततः इन 3 में से सभी को संतुष्ट करने में सक्षम होगा सभी 3 प्रकार के डिस्टॉरशन को हटा देगा हम यह भी जानते हैं कि हमारे पास लीनियर फेज फिल्टर्स हैं और लीनियर फेज फिल्टर्स का उपयोग फेज डिस्टॉरशन को हटा देता है तो फिर से हम आज के व्याख्यान में उन दोनों का पता लगाएंगे और फिर देखेंगे कि हम अपने उद्देश्य के लिए इन परिणामों का कैसे लाभ उठा सकते हैं इसलिए फ्रेमवर्क है 2 चैनल मैक्सिमली डैसीमेटेड फिल्टर बैंक फिर से टर्म मैक्सिमली डैसीमेटेड का अर्थ है कि आपका कुल सैंपल रेट सबचैनल सिग्नल्स में विभाजित करने के बाद प्रति सेकंड सैंपल्स की संख्या सबचैनल सिग्नल्स को इनपुट रेट सैंपलिंग रेट सैंपल रेट के समान होना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों डाउन सैंपलिंग होतें हैं दो के एक कारक द्वारा इसलिए आपके पास एक समान ही इनपुट और आउटपुट सैंपलिंग रेट होंगें अब हमने इस मामले के लिए दिखाया कि आउटपुट पुन निर्मित सिग्नल या रीकंबाइंड सिग्नल को एक ट्रांसफर फंक्शन के बराबर होना चाहिए जिसे हम T के रूप में लिख सकते हैं यह सिग्नल ट्रांसफर फंक्शन है और अगला एक एलियासिंग ट्रांसफर फंक्शन A है अब यदि A 0 है तो हम एलियास मुक्त कंडीशन प्राप्त करते हैं और यह एक ऐसी चीज है जिसे हमने पहले ही देख लिया था क्योंकि वहाँ फिल्टर की चॉइस के लिए ट्रांसफर का एक विकल्प था जिससे पता चला कि एलियासिंग को रद्द किया जा सकता है और फिर से यह कुछ ऐसा है जिसे आप आज़मा सकते हैं अब अगर हम A 0 सेट करने में सफल हुए तो अब हम ट्रांसफर फंक्शन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं इसलिए यदि A 0 है तो हम ट्रांसफर फंक्शन T पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कहते हैं कि किसी भी अन्य ट्रांसफर फंक्शन को एक मैगनीटुड रिस्पांस मिला है एक फेज रिस्पांस मिला है और मैगनीटुड डिस्टॉरशन यदि आप एलिमिनेट सेट करना चाहते हैं तो मैगनीटुड रिस्पांस एक कांस्टेंट होना चाहिए जो मूल रूप से कहता है कि इसे एक ऑल पास फिल्टर होना चाहिए फेज डिस्टॉरशन कहता है कि इस ट्रांसफर फंक्शन में लीनियर फेज होना चाहिए और इसलिए उस कंडीशन में फिर हम फेज डिस्टॉरशन को भी एलिमिनेट कर पाएंगे हमने ड्राइंग के माध्यम से जाने में काफी समय व्यतीत किया कैसे अगर यह हरी रेखा इनपुट सिग्नल होती H0 और H1 2 फिल्टर्स होते जो हमारे लिए उपलब्ध थे फिर हम माध्यम से गये और दिखाया कि एलियासिंग टर्म्स जो दो टर्म्स से आते हैं जो एलियासिंग ट्रांसफर फंक्शन मे हैं मूल रूप से आपको और के आसपास कुछ नॉनजीरो वैल्यू देतें हैं और इसी तरह अन्य ट्रांसफर फंक्शन अन्य कंपोनेंट को भी एक समान मिला है और स्पेक्ट्रल ऑक्यूपेंसी को देखते हुए अगर इनका कम या ज्यादा एक ही मैगनीटुड रिस्पांस और विपरीत फेज है तो वे एक दूसरे को रद्द कर देंगे और यह वही है जो अंतर्निहित सिद्धांत है ठीक है इसलिए कुछ तत्व जिन पर मैं सिर्फ इमफेसाइज करना चाहता था तो हम एलियासिंग से छुटकारा पा सकते हैं वह बिंदु संख्या 1 है और फिल्टर्स की चॉइस जो एलियासिंग को समाप्त कर देगा उनमें से एक विकल्प यहाँ है यह एकमात्र विकल्प हो सकता है या नहीं भी हो सकता है इसलिए यह एलियासिंग के एलिमिनेशन के लिए एक पर्याप्त कंडीशन है और जब हम एलियासिंग को एलिमिनेट करते हैं तो हमें एक ट्रांसफर फंक्शन एलटीआई सिस्टम मिलता है और हम मैगनीटुड रिस्पांस और फेज रिस्पांस का ध्यान रख सकते हैं अब मैं इस ट्रांसफर फंक्शन पर कुछ मिनट बिताना चाहूंगा इसलिए मुझे लगता है कि यह हमारे फिल्टर बैंकों के सिद्धांत के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है इसलिए X T X A X −z यह दो चैनल मैक्सिमली डैसीमेटेड फ़िल्टर बैंक के लिए यह एक इनपुट आउटपुट संबंध है ठीक है अब यह मानकर कि हमारे पास निम्नलिखित थे कि T एक इम्पल्स रिस्पांस t n के अनुरूप था मूल रूप से यह हमें कहने देता है कि ट्रांसफर फंक्शन का टाइम डोमेन रिप्रजेंटेशन एक इम्पल्स रिस्पांस द्वारा कैरेक्टराइज होता है और इसी तरह से एक a n ट्रांसफर फंक्शन A का इनवर्स z ट्रांसफॉर्म था मानतें हुए कि ये एक्सिस्ट करतें हैं ठीक है और अब मैं चाहूंगा कि आप इसके लिए टाइम डोमेन समीकरण लिख दें x n x n ⊗ t n यह भाग स्ट्रैटफॉरवर्ड है t n x n के साथ कंवोल्वेड किया गया है ठीक है उम्मीद है कि वह एक स्टार की भातिः नहीं लगता है यह भी ठीक है यह x n है ठीक है दूसरा टर्म कृपया मुझे बताएं कि यह क्या है a n ⊗−1n x n सही है ठीक है अच्छा बहुत अच्छा तो अब कृपया मुझे वास्तविक कनवोल्युसन सम्स लिखने में मदद करें If n इवन If n ऑड और इसलिए इस का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित होने लगता है मेरे पास दो फिल्टर्स हैं G0 जो g0 n के ट्रांसफर फंक्शन को कोरेसपोंड करता है दूसरा फ़िल्टर G1 जो कि g1 n के इम्पल्स रिस्पांस को कोरेसपोंड करता है यह दोनों आउटपुट प्रोडूस करते हैं और यह ऐसा है जैसे कि आउटपुट सीक्वेंस एक प्रकार से आगे और पीछे जाता है आप जानते हैं यदि यह है और यह ऊपरी शाखा को चुनता है यदि n इवन है निचली शाखा को चुनता है यदि n ऑड है और यह x n है ठीक है इसलिए मैंने अलियास कैंसलेशन के बारे में कुछ नहीं किया है मुझे बस कहने दें माना कि वहाँ एलियासिंग है और मैंने विश्लेषण किया है कि मेरा इनपुट आउटपुट संबंध क्या है ठीक है अब यहाँ मुख्य सारांश कथन है क्या मेरा संपूर्ण सिस्टम लीनियर है इनपुट और आउटपुट एक लीनियर संबंध है हाँ चाहे उसका समय इवन या ऑड लीनियररिटी को संतुष्ट करेगा ठीक है तो लीनियररिटी आप एक टिक मार्क लगा सकते हैं ठीक है ठीक है दूसरी बात यह है कि क्या यह टाइम इन्वारीऐन्ट है नहीं यह टाइम वैरयिंग है तो आप एक टिक ऑफ भी कर सकते हैं टाइम वैरयिंग ठीक है एक और तत्व है जो टाइम वैरयिंग पहलू में महत्वपूर्ण है टाइम वैरयिंग देखें बस कहते हैं कि टाइम के हर एक इंस्टेंट पर यह एक अलग रिस्पांस है लेकिन इसके पास टाइम के हर एक इंस्टेंट के लिए अलग इम्पल्स रिस्पांस नहीं है यह वास्तव में एक पीरियोडिक वेरिएशन है तो इसके पास एक एक तीसरा तत्व भी है जो यह है कि यह इम्पल्स रिस्पांस है पीरियोडिक है ठीक है तो यह भी विवरण का हिस्सा है तो यह इनपुट आउटपुट 2 चैनल सिस्टम है जहां हमने मैक्सिमली डैसीमेटेड सिस्टम के बारे में बात की है के पास निम्नलिखित हैं यह निम्नलिखित तरीके से वर्णित है यह लीनियर है यह पीरियोडिक और टाइम वैरयिंग है देखें कि हम एलटीआई लीनियर टाइम इनवारीएन्ट थे लेकिन अब यह 3 कंपोनेंट्स हैं यह लीनियर पीरियोडिक और टाइम वैरयिंग है तो वह है जैसा कि यह है और यह हमारे लिए इनसाइटफुल है क्योंकि भले ही आप एक M चैनल सिस्टम पर जाएं आप इसे विसुलाइज कर सकते हैं कि हां यह लीनियर है यह टाइम वैरयिंग होने जा रहा है लेकिन यह आर्बिट्रेली टाइम वैरयिंग नहीं है इसे एक पीरियोडिक संरचना मिली है जिसे हम एक बार आप जान जायेंगें कि वहाँ इसके लिए कुछ संरचना है हम हमेशा एक्सप्लोइट कर सकते हैं जो कि सिग्नल प्रोसेसिंग का संपूर्ण आधार है एक बार जब आप अपने सिग्नल में एक निश्चित संरचना का पता लगा लेते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं तो इसके पीछे बहुत सी थ्योरी है यह कहती है ठीक है अब हम एलटीआई सिस्टम्स से सिस्टम्स के एक व्यापक वर्ग की ओर बढ़ते हैं जो कि लीनियर टाइम वैरयिंग सिस्टम्स हैं लेकिन वे आर्बिट्रेली वैरयिंग नहीं होते हैं लेकिन वे पीरिऑडिकली वैरयिंग होते हैं और यह सिस्टम्स का एक बहुत ही रोचक और उपयोगी वर्ग है दोबारा अवसर आने पर आपके पास उसके साथ काम करने का अवसर होगा इसलिए अब हम अलियासिंग को रद्द करने सभी अवांछित चीजों को समाप्त करने की अपनी मूल योजना पर जातें हैं इसलिए बाकी व्याख्यान के लिए यही हमारा फोकस है अब अलियासिंग कैंसलेशन चलिये हम वापस चलतें हैं और अलियासिंग कैंसलेशन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसे संक्षेप में बताते हैं अलियासिंग कैंसलेशन कहता है कि हमें निम्नलिखित तरीके से फिल्टर्स को चुनना होगा फिल्टर्स की चॉइस है F0 H 1 −z F1 −H 0−z तो ये 2 कंडीशंस थीं जिन्हें संतुष्ट करना आवश्यक था यह एक महत्वपूर्ण कंडीशन है और यदि आप केवल एक प्रकार का संदर्भ रखना चाहते हैं तो समग्र समीकरण है X T X A X −z अब एक और तत्व है जो हमारी चर्चा से एक प्रकार से स्पष्ट हो गया है जब हम ये ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन कर रहे थे जो निम्नलिखित था हमारे लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि अलियासिंग न्यूनतम मात्रा में है अर्थात H 0 ऐसा हो सकता था लेकिन उस कंडीशन में यदि यह H 0 है तो H 1 को अधिक व्यापक होना पड़ेगा क्योंकि यदि आपको याद है हमने कहा था कि आपके पास स्पेक्ट्रम का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं हो सकता है जो कि इनमे से किसी भी फिल्टर्स द्वारा कवर नहीं किया गया है क्योंकि आपको जानकारी को संरक्षित करना होगा इसलिए इसे बनना होगा H 1 फिर निचली शाखा में बहुत अधिक एलियासिंग होगी तो जिसका अर्थ है कि आप जानते हैं कि वह अवांछनीय है तो जाहिर है जब आप कहते हैं कि ठीक है एलियासिंग को कम से कम करें लेकिन आपको यह भी रोकना चाहिए कि वहाँ नहीं है आपको पता है कि सिग्नल का पूर्ण संरक्षण होना चाहिए तो आप कहते हैं कि ठीक है H 0 में पास बैंड एज होना चाहिए जो कि के करीब है के पास होना चाहिए क्योंकि तब आपके पास एलियासिंग की न्यूनतम राशि होगी फिर दूसरा फ़िल्टर भी इसी तरह दिखाई देगा क्योंकि यह है वो उन 2 फिल्टर्स के बीच संबंध हैं ठीक है तो अंतर्ज्ञान के माध्यम से हम जो निरीक्षण करते हैं वह है कि यह π है ठीक है और यदि आप पूर्ण फॉर्म ड्रा करना चाहते हैं तो यह सभी तरह से होगा और फिर H0 की दूसरी छवि भी दिखाई देगी ठीक है तो यह है और यहाँ हमारे पास 2 π है ठीक है तो यह है स्पष्ट रूप से यह एक वांछनीय फॉर्म नहीं है यह वांछनीय तरीका होगा आप एक सुविधाजनक बिंदु पर फिल्टर्स क्रॉस ओवर चाहतें होंगें अब यह स्पष्ट रूप से हमारे फिल्टर बैंकों के अध्ययन में बहुत जल्दी ओब्सर्व किया गया था तो पहला रेफ़रन्स 1976 में आता है मुझे लगता है कि मैंने नाम का उल्लेख पहले ही कर दिया होगा यह क्रोसियर द्वारा किया गया था और उन्होंने कहा कि हां फिल्टर्स मे के आस पास क्रॉसओवर जरूर जरूर होना चाहिए और वो कहने गये कि वहाँ निश्चित फायदे हैं अगर ये आर्बिट्रेली नहीं चुने गए हैं बल्कि क्योंकि उनके आसपास उनके पास एक निश्चित सिमिट्री होनी चाहिये उन्होंने कहा कि क्यों न उन्हें वास्तव में एक दूसरे के स्थानांतरित संस्करणों से इंट्रोडूस करें ठीक है तो अगर यह है यह π है ठीक है मैं केवल 0 से π तक ड्रा कर रहा हूं उन्होंने जो अवलोकन सुझाया था वह निम्नलिखित था अवलोकन था कि क्यों H1H0−z का चयन नहीं किया गया था अब क्या यह किसी भी तरह से समाधान या कंस्ट्रेंट्स की सामान्यता के संदर्भ में हमें सीमित करता है अब आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे इसका मतलब है कि आपको केवल एक फ़िल्टर डिज़ाइन करना होगा क्योंकि दूसरे मामले में आपको H0 और H1 को डिज़ाइन करना होगा अब आप डिजाइन करें अब हमें वापस जाने और प्लग इन करने की अनुमति दें और देखें कि यह क्या करता है तो वैसे को एक नाम मिल गया है उसे क्वाडरेचर फ़्रीक्वेंसी कहा जाता है क्वाडरेचर फ़्रीक्वेंसी क्योंकि यह सैंपलिंग फ़्रीक्वेंसी की है क्वाडरेचर फ़्रीक्वेंसी और अब अगर आप वास्तव में ड्रा करें क्वाडरेचर फ़्रीक्वेंसी पर एक मिरर के बारे में सोचें H0 और H1 वास्तव में एक दूसरे की मिरर इमेज हैं क्योंकि ऐसा तब होता है जब आप डिज़ाइन करतें हैं एक दूसरे के होने के लिए और वे इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहे हैं तो यह क्वाडरेचर सिमिट्री है इसलिए यह मूल रूप से अन्य कंडीशंस के साथ एक क्वाडरेचर सिमिट्री और फिल्टर्स के इस वर्ग को लागू करती है जब आपके पास 2 फिल्टर्स होते हैं जो क्वाडरेचर सिमिट्री को संतुष्ट करतें हैं को कहा जाता था जिसे क्वाडरेचर मिरर फिल्टर्स ठीक है इसलिए क्वाडरेचर मिरर फिल्टर्स और फिर से ऐतिहासिक विकास था एक एंगल से मुझे एलाइज़िंग से छुटकारा पाने दें मुझे फ़िल्टर डिज़ाइन को सरल बनाने दें और इसीलिए सिमिट्री के बारे में आया और इसलिए यह वास्तव में बहुत व्यापक रूप से क्वाडरेचर मिरर फिल्टर्स का उपयोग करने के लिए आया था और यदि आप किसी भी फिल्टर बैंक साहित्य को देखते हैं तो आपको यह संक्षिप्त रूप क्यूएमएफ दिखाई देगा और आप जानते हैं कि यह वास्तव में कहां से आता है क्वाडरेचर मिरर फिल्टर्स 2 चैनलों से शुरू हुआ जहां आपके पास क्वाडरेचर फ़्रीक्वेंसी के आसपास एक निश्चित सिमिट्री है और निश्चित रूप से अलियासिंग कैंसलेशन कंस्ट्रेंट्स भी हैं तो अब अगर आप समीकरण 1 को कंबाइन करते हैं ठीक है और आपके पास यह है समीकरण 3 तो 1 प्लस 2 3 और मुझे इस कंस्ट्रेंट के साथ अलियासिंग से छुटकारा पाना है कृपया सब्स्टिटुड करें आप T को सत्यापित कर सकते हैं जिसे सरल बनाया जा सकता है तो यह एक अवलोकन है जो क्वाडरेचर मिरर फिल्टर्स को इंट्रोडूस करने से आया है इसलिए अगर मैं इसे एक क्वाडरेचर मिरर फिल्टर के रूप में डिजाइन करता हूं तो इसे शुरू करने के लिए और समीकरण 2 के अनुसार सिंथेसिस फिल्टर्स का चयन करें फिर मुझे एक फॉर्म मिलता है जो मुझे बताता है कि अब ओवरआल ट्रांसफर फंक्शन केवल H0 पर निर्भर करता है क्योंकि अन्य सभी फिल्टर्स H0 पर निर्भर करते हैं अब लक्ष्य यह है कि मुझे H0 को डिजाइन करना है लेकिन आखिरकार मुझे क्या चाहिए मैं क्या संतुष्ट करना चाहूंगा मैं T को संतुष्ट करना चाहूंगा मैं चाहूंगा कि यह ऑल पास हो ऑल पास और लीनियर फेज या उस के करीब कुछ हो ठीक है ऑल पास और लीनियर फेज एक विरोधाभास है ट्रिविअल मामलों के लिए छोड़कर आप दोनों को एक ही में संतुष्ट नहीं कर सकते यदि आप एक डिले लेते है तो यह संतुष्ट करेगा सही है इसलिए लेकिन ऑल पास तो मैं ऑल पास क्यों चाहूंगा क्योंकि मैं मैगनीटुड डिस्टॉरशन से छुटकारा पाना चाहता हूं तो मैगनीटुड डिस्टॉरशन को समाप्त करें और लीनियर फेज फेज डिस्टॉरशन को समाप्त करने के लिए है ठीक है तो यही है और फिर से इसने हमें एक अभिव्यक्ति दी है लेकिन वास्तव में हमें यह नहीं बताया है कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए ठीक है तो यह वह है जहाँ हम हैं इसलिए हमने कहा ठीक है अब से हम केवल क्यूएमएफ सिचुएशन के साथ काम करेंगे क्योंकि इसने हमारी समस्या को एक लेवल तक सरल कर दिया है लेकिन मुझे कैसे समाधान मिलते हैं वे फिल्टर्स के डिजाइन के संदर्भ में हमारे लिए उपयोगी हैं इसलिए हम उन उपकरणों पर वापस जाते हैं जिन्हें हमने पहले से ही विकसित कर लिया है पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन और पूछते हैं कि क्या यह 2 चैनल फ़िल्टर बैंक के डिज़ाइन के संदर्भ में हमें कोई अंतर्दृष्टि देने जा रहा था और शायद इस चर्चा के दौरान आपको इस बात का अहसास भी हो कि यह कुछ हद तक शामिल समस्या है यह एक ट्रिविअल समस्या नहीं है यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम सीधे हल कर सकते हैं हमें मूल रूप से साथ रहना होगा और आप देखेंगे कि वास्तव में इस विशेष समस्या को हल करने मे एक उचित मात्रा मे प्रयास और अटेम्पट है तो H 0 मैं 2 से डाउनसैम्पल करने जा रहा हूं इसलिए 2 चैनल पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन है क्यूएमएफ कंडीशन के द्वारा निम्नलिखित को लिखा जा सकता है अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए अलियासिंग कैंसलेशन और क्यूएमएफ के साथ सिंथेसिस फिल्टर्स लिखें तो बहुत जल्दी से हमें बस उन्हें पेंसिल डाउन करने दें और फिर इसे मैट्रिक्स रूप में लिखें ¿ मैं इसे सिंथेसिस फिल्टर्स में भी बनाए रखना चाहता हूं अब ऐसा करने का कारण यह एक बिंदु पर भी प्रकाश डालता है जिसका उल्लेख हमने पहले किया था हमने कहा था कि याद रखें कि यह है टाइप 1 पॉलीफ़ेज़ यह है टाइप 1 पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन टाइप 1 टाइप 2 पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन क्या था यह क्या होता यह H z−1 R R होता डिलेस मूल रूप से एक अलग आर्डर में डिलेस हैं जैसे प्रकार 1 में हैं इसलिए यह टाइप 2 पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन है यदि आप वापस जाते हैं और अपने नोटेशंस को देखते हैं पुनः हम इसे बहुत बार उपयोग नहीं करते हैं इसलिए हमने बहुत अधिक निर्दिष्ट नहीं किया है जिसका मूल अर्थ है कि इसे R0 की तरह लेबल किया जा रहा है और इसे लेबल किया गया है क्या मुझे वह सही मिला था हां और इसे R1 की तरह लेबल कर दिया गया है ठीक है इसलिए मूल रूप से अगर मैं उसे सही ढंग से करता हूँ हाँ हाँ तो मुझे सही प्रतिनिधित्व मिलता है ठीक है तो अब हमारे लिए प्रमुख तत्व इस इंटरप्रीटेसन का उपयोग करना है इसलिए मैं जो करना चाहूंगा वह आपके लिए आकृति को पुनः ड्रा करना है तो 2 चैनल पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन 2 चैनल मैक्सिमली डैसीमेटेड फ़िल्टर बैंक हो सकता है पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन के साथ निम्नलिखित तरीके से ड्रा किया जा सकता है E0 z 1 E1 अब आता है 2 x 2 डीएफटी बटरफ्लाई ठीक है मूल रूप से क्रिस्क्रॉस ऑपरेशन है निचली शाखा a−1 के साथ आती है ये सभी एरोस दाईं ओर बढ़ते हैं निचली शाखा अकेले 1 के गुणन के लिए आती है ठीक है आउटपुट्स और यहां आपके पास 2 के कारक द्वारा डाउनसैम्पलिंग होगी ठीक है अब दूसरी तरफ यह सिंथेसिस फिल्टर्स के बाद 2 के कारक द्वारा अपसैम्पल होगा सिंथेसिस फिल्टर्स यदि आप कार्यान्वयन को देखते हैं के पास भी एक क्रिस्क्रॉस बटरफ्लाई है समान संरचना सभी रेखायें दाईं ओर जा रही हैं निचली शाखा में 1 का एक गुणन कारक होता है ऊपरी शाखा है R0 E1 निचली शाखा है R1 और फिर एक डिले तत्व z 1 के साथ मिलकर एक साथ आउटपुट जोड़ा गया सभी एरोस दाईं ओर बढ़ रहे हैं और यह X है और यह R1 E0 के समान है तो यह समग्र संरचना है जिसे हमने प्राप्त किया है ठीक है अब आप जो कुछ भी कर सकते हैं है डाउनसैम्पलर और अपसैम्पलर को मूव करना और एक निश्चित मात्रा में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना आप जो पाएंगे कि ये 2 मैट्रिसेस एक दूसरे को रद्द कर देंगीं क्योंकि वे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं और निश्चित रूप से यह आपको एक डायगोनल तत्व या डायगोनल देगा यह मूल रूप से हमारा 2 का स्केल फैक्टर बन जाता है क्योंकि जब आप इन 2 को गुणा करते हैं तो आपको 2 के बराबर तत्वों के साथ केवल डायगोनल तत्व मिलते हैं इसलिए आपको 2 का गुणन कारक मिलेगा ऊपरी शाखा E0 होगी इस तरफ यह E1 होगा यह एक E1 होगा यह E0 होगा ठीक है तो आप उन दोनों को देखते हैं और आप कहते हैं कि ठीक है मुझे आउटपुट पर जो मिला था कुछ बहुत दिलचस्प है ऊपरी शाखा और निचली शाखा मुझे एक ही चीज़ देते हैं और निश्चित रूप से वहाँ डीमल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग है अब अच्छी तरह से यह अभी भी आपको एक मल्टीरेट वातावरण में रखता है और यह ठीक है कि प्रतीक्षा प्रतीक्षा करें वह ठीक है वह एक अंतर्दृष्टि है लेकिन मुझे अभी वापस जाने दें और कहते हैं कि इस कंडीशन के तहत अगर हम अपने मूल समीकरण पर वापस चले गए तो मूल समीकरण यदि आप याद करते हैं कहती थी हमें इस बात की गारंटी है कि अलियासिंग को यहीं रद्द कर दिया गया है ठीक है तो क्यों इस डाउनसैम्पलिंग या अपसैम्पलिंग के साथ चिंता करते हैं इसलिए मैं गैर मल्टीरेट ढांचे के साथ एक प्रकार से काम करना चाहता हूं जहां वे कहते हैं कि ठीक है T यह है तो इसे F0 F1 सिंथेसिस फिल्टर्स को रो वेक्टर के रूप में H 0 H 1 के साथ कॉलम वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है और यदि आप अब एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो आपको जो मिलेगा है अब क्या इसने हमें और अंतर्दृष्टि दी है सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण क्या यह सभी मामलों के लिए है यह परिणाम उन सभी मामलों के लिए है जो निम्नलिखित को संतुष्ट करते हैं मूल रूप से उन्हें क्यूएमएफ कंडीशन को संतुष्ट करना चाहिए H 1H 0−z यह क्यूएमएफ कंडीशन है और फिर अलियासिंग कैंसलेशन है F0 H 1−z और F1−H 0−z यह AC है AC अलियासिंग कैंसलेशन को निरूपित करता है किसी भी परिणाम में सबसे महत्वपूर्ण है इंटरप्रीटेसन और अंतर्दृष्टि जो आपको वहां से मिलती है इसलिए ट्रांसफर फंक्शन T है अब मैं मैगनीटुड डिस्टॉरशन फेज डिस्टॉरशन को समाप्त करना चाहता हूं और देखता हूं कि मैं उन कंडीशंस को कैसे संतुष्ट कर सकता हूं तो एक प्रकार से फेज डिस्टॉरशन को समाप्त करने के लिए या सर्वप्रथम ऐमप्लितुड डिस्टॉरशन को समाप्त किया जाय यदि मैं ऐमप्लितुड डिस्टॉरशन को समाप्त करना चाहता हूं ऐमप्लितुड डिस्टॉरशन केवल एक कंडीशन के तहत समाप्त किया जा सकता है E0 और E1 दोनों ट्रांसफर फंक्शन्स हैं दोनों मे कोई भी ऐमप्लितुड डिस्टॉरशन नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब है कि इन्हें डिलेस होना होगा E0 E1 को डिलेस होना चाहिए तथा यह केवल एक कंडीशन है जिसके तहत उनके पास होगा इसलिए अब आप अच्छी तरह से कह सकते हैं कि क्या वे एक दूसरे को रद्द कर सकते हैं हां वहाँ कुछ ट्रिकी कंस्ट्रेंट्स हैं लेकिन याद रखें कि E0 और E1 में कोई संबंध नहीं है आप वास्तव में उन्हें कंस्ट्रेंट नहीं कर सकते है वे स्वयं फ़िल्टर पर निर्भर करते हैं तो इसका मतलब है कि एक तरह से E0 और E1 एक दूसरे से स्वतंत्र हैं यदि आप अतिरिक्त कंस्ट्रेंट्स को लागू करना शुरू करते हैं हाँ यह संभव है लेकिन सामान्य मामले में यह संतुष्ट नहीं है तो क्योंकि हमने यह दावा किया कि यह सामान्य मामले में सही है इसलिए सामान्य मामले में यदि आप अलियासिंग कैंसलेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो एकमात्र विकल्प जो संभव होगा वह है यह संयोजन तो अगर आप इसे संतुष्ट करते हैं तब H 0 2 डिलेस का संयोजन आप उन दो डिलेस का किसी भी स्थान पर होना चुन सकते हैं तो मूल रूप से एक इम्पल्स रिस्पांस जो इस तरह दिखता है आप मूल रूप से डिलेस के कुछ संयोजन को जानते हैं और आप फिल्टर के केवल 2 टैप के साथ बहुत अच्छे फिल्टर्स को प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप बहुत अच्छा ऐटीनूऐसन प्राप्त नहीं कर सकते है तो हाँ यह एक अत्यधिक प्रतिबंधक मामला होने जा रहा है यह वास्तव में संतुष्ट करने वाला नहीं है तो हाँ यह ठीक है लेकिन यह एक बहुत ही प्रतिबंधक मामला है ठीक है बहुत प्रतिबंधात्मक यह 2 डिलेस का एक संयोजन है इसलिए मुझे शुरू करने के लिए बहुत अच्छे फिल्टर्स नहीं मिल सकते हैं निश्चित रूप से वे मैगनीटुड कंस्ट्रेंट को पूरी तरह से रद्द करने को संतुष्ट करेंगें ठीक है बहुत प्रतिबंधात्मक तो यह हमारी चर्चा से अंतिम निष्कर्ष है बेशक अगर आपको याद है हमने कहा था कि कैसा होगा अगर आप उन्हें एक दूसरे से संबंधित करते हैं ताकि वे रद्द कर सकें और यह एक अवलोकन था जो किया गया था हाँ इसलिए हम उन्हें डिलेस होने के लिए चुनने के बजाय एक विकल्प पर नज़र डाल सकते हैं चुनें किसी भी एक तरह से क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यह निम्नलिखित बनकर उभरता है T 2 z−1 जिसका मतलब है कि आप वास्तव में परफेक्ट पुनर्निर्माण प्राप्त करते हैं आपने एलियासिंग को समाप्त कर दिया है एक झटके के साथ हमने ऐमप्लितुड और फेज डिस्टॉरशन दोनों को समाप्त कर दिया है क्योंकि आप ट्रांसफर फंक्शन को दो टर्म्स के उत्पाद के रूप में लिखने में सक्षम थे और यदि आप उनमें से एक को दूसरे के रेसिप्रोकल इनवर्स होने के लिए मजबूर करते हैं तो दूसरे का रेसिप्रोकल तब आप वास्तव में उन्हें रद्द कर देंगे और फिर आपको एक परफेक्ट पुनर्निर्माण मिलेगा तो यदि आपको याद है देखें अगर मेरे पास है हमें कहने दें हमारे पास सिर्फ 1 z 1 है जो एक फिल्टर है तो इसका रिस्पांस क्या होगा यह वही है जैसा यह दिखेगा ठीक है मूल रूप से यह फ़िल्टर रिस्पांस है अब अगर मैं इसे 2 के एक कारक से डेसिमेट करता हूं तो यह इस तरह से यह π है यह है मुझे एलियासिंग की बहुत बड़ी मात्रा मिलेगी सही है मुझे एलियासिंग की बहुत बड़ी मात्रा मिलेगी अब यदि मैं कोई प्रोसेसिंग नहीं करता हूं तो मैं संयुक्त होने में सक्षम हो जाऊंगा और इसे वापस प्राप्त करूंगा लेकिन जिस समय मैं कोई भी क्वांटाइजेसन या कुछ करता हूं तो पुनर्निर्माण गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी एलियासिंग स्क्रिप्टेड की गयी है अब यह वह है जहां समस्या निहित है मुझे एक ऐसी प्रणाली के साथ आना चाहिए जहां यद्यपि मैंने कुछ प्रोसेसिंग की है तो मुझे उचित मात्रा में निष्ठा के साथ पुनर्निर्माण करने में सक्षम होना चाहिए ठीक है इसीलिए मैं शुरुआत के लिए सिग्नल्स में बहुत अधिक एलियासिंग को इंट्रोडूस नहीं करना चाहता हूँ अब अगर मैं इसे लागू करना चाहता हूं तो यह एक अच्छा फिल्टर नहीं है मेरे पास कुछ ऐसा होगा जो इस तरह का था यह एक पसंदीदा होगा क्योंकि यह एलियासिंग की मात्रा को कम करेगा और फिर जब मैं पुनर्निर्माण प्रक्रिया समाप्त करता हूं तो उसके साथ यथोचित अच्छा काम करता है ठीक है तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2 डिलेस का संयोजन फिल्टर बैंक को डिजाइन करने के दृष्टिकोण से एक बहुत ही प्रतिबंधात्मक समाधान नहीं है जो कि फिल्टर्स के एक सामान्य वर्ग को हैंडल करेगा अनुप्रयोगों का सामान्य वर्ग ठीक है अब हम इस विकल्प पर वापस आते हैं इससे कोई कठिनाई है यह एक आईआईआर फ़िल्टर हो जाता है सही है क्योंकि जिस समय आप कहते हैं कि यह पॉलीफ़ेज़ कंपोनेंट्स में से एक है जिसका अर्थ है कि भले ही E0 एक एफआईआर ट्रांसफर फंक्शन था E1 असीम रूप से लंबा हो जाता है जिसका अर्थ है कि यह फ़िल्टर आईआईआर बन जाता है इसलिए हम वास्तव में एफआईआर फिल्टर्स के साथ काम करने में रुचि रखते थे ठीक है तो यह एक इंडिकेशन है कि शायद अगर आप उस कंस्ट्रेंट को शांत करते हैं कि आप केवल एफआईआर फिल्टर्स रखना चाहते हैं तो शायद वहाँ कुछ दिलचस्प समाधान हैं जो संभवतः ठीक है हम उस पर ध्यान देते हैं लेकिन इसमें एक और खामी है कोई दूसरी खामी है एक है आईआईआर कोई और कमी है स्टेबिलिटी क्योंकि मैं स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं दे सकता हूं मुझे कुछ ऐसी चीज के साथ समाप्त करना होगा जो अनस्टेबिल है तो यह आईआईआर प्लस स्टेबिलिटी है और मैं एक प्रश्न चिह्न लगाऊंगा स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है तो हां मैं इसके द्वारा इस तरह से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता यह मुझे एक इंडिकेशन देता है कि शायद आपका कंस्ट्रेंट है आपने पहले ही बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स को लागू करना शुरू कर दिया है आप इसे एफआईआर करने के लिए कह रहे हैं आप अलियासिंग कैंसलेशन चाहते हैं अलियासिंग कैंसलेशन मुफ्त में आता है क्योंकि मुझे पता है कि फिल्टर्स को कैसे चुनना है लेकिन आप क्वाडरेचर मिरर सिमिट्री के लिए पूछ रहे हैं और आप इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहे हैं ठीक है इसलिए अब जैसा कि मैंने अंतिम कक्षा में उल्लेख किया है हम वापस जाएंगे और ट्रांसफर फंक्शन को देखेंगे अब विचार प्रोसेस जो इसके बारे मे जा रहा है ठीक है अब मैगनीटुड डिस्टॉरशन जहां हम समाप्त करने की कोशिश करते हैं हम इतने दूर चले गए ऐसा लगता है कि यह थोड़ा जटिल है हम इसे पॉलीफ़ेज़ कंपोनेंट्स में विभाजित करते हैं हम कहते हैं कि ठीक है शायद आईआईआर की ओर जाने का इंडिकेशन है तो अब हम दूसरे पक्ष की कोशिश करते हैं बता दें कि अलियासिंग कैंसलेशन पूरा हो जाता है मैं अलियासिंग कैंसलेशन को चुनता हूं क्वाडरेचर मिरर फिल्टर्स कंडीशन को संतुष्ट किया मैगनीटुड डिस्टॉरशन मैं अलाउ करने जा रहा हूं ठीक है मैगनीटुड डिस्टॉरशन अलाउ मैगनीटुड डिस्टॉरशन मिनीमाइज मैं समाप्त करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं आपको इसे एक ऑल पास फंक्शन में बनाने के लिए नहीं कहूंगा मिनीमाइज और क्या मैं फेज डिस्टॉरशन को समाप्त कर सकता हूं क्या मैं इसे एफआईआर के साथ कर सकता हूं ठीक है इसलिए यह है कि हम मूल रूप से इस समस्या को हर संभव से एप्रोच कर रहे हैं और यह आप एक शोध समस्या कैसे करेंगे के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल है आपको ट्रांसफर फंक्शन मिलता है और फिर आप कहते हैं कि ठीक है मैं इस पैरामीटर को बदल देता हूँ मैंने इसे बदल दिया है मैंने संयुक्त किया इसे देखें और लेकिन आप डेड एंड्स को हिट कर सकते हैं और मैगनीटुड डिस्टॉरशन को खत्म करने की कोशिश के साथ एक प्रकार से डेड एंड को हिट किया था तो इसके लिए हम कहते हैं कि ठीक है हम लीनियर फेज फिल्टर्स की क्लास में जाएंगे और यदि आप ओपेनहेम और शेफ़र ओ और एस से याद करेंगे तो मैं कहता हूं ठीक है यह ओएसबी है क्योंकि वहाँ एक पिछला संस्करण है जो कि ओप्पेनहाइम और शेफ़र और बक है ठीक है इसलिए यदि आपके पास बाद का संस्करण है तो यह ओपेनहेम और शफ़र और बक ठीक है इसमें आप पा सकते हैं कि वहाँ फिल्टर्स का एक वर्गीकरण है जो कि हमें दिया गया है फ़िल्टरों का वर्गीकरण वर्गीकरण में है आर्डर और सिमिट्री के संदर्भ में है ठीक है और मुझे बस इसे लिखने दें टाइप 1 इवन आर्डर है इवन आर्डर और इवन सिमिट्री ठीक है और आर्डर को इस तरह परिभाषित किया जाता है जैसे मेरे पास H h h z−1h z−N है N आर्डर है N 1 कोएफिसिएन्ट्स की है संख्या ठीक है कोएफिसिएन्ट्स की संख्या फ़िल्टर आर्डर से एक अधिक है और इसलिए फ़िल्टर आर्डर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं है N और यदि वह N इवन है तो इसे टाइप 1 कहा जाता है और फिर आपके पास टाइप 2 है आपके पास टाइप 3 है और टाइप 4 है टाइप 3 और फिर टाइप 4 कृपया इसके माध्यम से जाएँ और सभी श्रेणियों में भरें हमारे लिए क्या रुचि है टाइप 2 का मामला है मैं केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करूंगा तो टाइप 2 ऑड आर्डर है और यह इवन सिमिट्री है ठीक है टाइप 2 का एक उदाहरण होगा H h0h1 z−1h2 z−2h2 z−3h1 z−4h0 z−5 नोटिस फ़िल्टर आर्डर 5 है कोएफिसिएन्ट्स की संख्या 6 है लेकिन सिमिट्री के कारण आपको उनमें से केवल 3 के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है आधी संख्या समान हैं तो यह उस प्रकार का फिल्टर है जिसमें हम रुचि रखते हैं मुझे इसके लिए केवल अभिव्यक्ति लिखने दें और फिर इसे एक अभ्यास के रूप में आपके लिए छोड़ देंगें ताकि H e jω प्राप्त करें हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह एक रियल वैल्यूड फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है ठीक है यह है क्योंकि यह कोसाइन टर्म्स का योग है जो जोड़ा जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए सभी फेज टर्म यहां कैप्चर किए गए हैं और वहाँ एक π हो सकता है यदि रियल वैल्यूड फंक्शन आता है इसलिए हम इसे कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन HR e jω के रूप में कहेंगे अब कृपया इसे ले लें और इसे उन सभी सिमिट्रीज के साथ प्रतिस्थापित करें जिन्हें हमने लिखा है और कृपया निम्नलिखित परिणाम सत्यापित करें तो नोटिस करें कि फेज डिस्टॉरशन को हटा दिया गया है और अब हमारे पास मैगनीटुड डिस्टॉरशन पर एक कंडीशन है और मुझे पता है कि H 1e jωH 0e j ω−π यह क्वाडरेचर मिरर सिमिट्री है ठीक है तो अब यह मुझे एक डिजाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी मैगनीटुड कंस्ट्रेंट को संतुष्ट करने का भी एक तरीका बताता है तो मैं अपने फ़िल्टर H 0 को ऐसे डिज़ाइन कर सकता हूं कि यह एक कांस्टेंट c के बहुत करीब हो मैगनीटुड स्क्वायरड रिस्पांस और बस एक अंतिम बिंदु इसका वास्तव में क्या मतलब है अगर मेरे पास इस क्वाडरेचर मिरर फिल्टर जैसा एक फिल्टर है तो कंडीशन क्या कहती है अगर यह H0 है यह H1 है 2 को लें इसलिए मूल रूप से इसे स्क्वायर करें फिर दूसरे टर्म को स्क्वायर करें 2 और उन्हें एक साथ जोड़ें इसलिए मूल रूप से मैं इसे स्क्वायरिंग के उद्देश्यों के लिए सिर्फ ड्रा करूंगा यह स्क्वायरिंग है यहाँ यह इस टर्म की स्क्वायरिंग है यहाँ जोड़ प्रक्रिया के माध्यम से मुझे जो मिलता है वह कुछ इस तरह से दिखता है मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जो कांस्टेंट हो ठीक है इसलिए यह संभव है लेकिन हमें फ़िल्टर H0 को थोड़े अलग कंस्ट्रेंट्स के साथ डिजाइन करना होगा वे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं हम उन्हें कैसे डिजाइन करते हैं हमें इसके लिए अच्छे फिल्टर कैसे मिलते हैं यह अगली कक्षा में है धन्यवाद